नमस्कार विद्यार्थियों पिछले 2 3 हफ्तों से हम फीडबैक कंट्रोल के मानो का पता लगाने के सर्वोत्तम तरीके क्या हैं इस सप्ताह में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कैसे आप कुछ अतिरिक्त मैकेनिज्म के द्वारा या इनका उपयोग करके इन फीडबैक कंट्रोलर कहूंगा आप देखेंगे कि ये कंट्रोलर हैं कभी कभी वे PID कंट्रोल लॉजिक का उपयोग करते हैं हालाँकि कभी कभी आर्किटेक्चर अलग होता है या कभी कभी कंट्रोलर के चयन या मैनिपुलेट किए गए इनपुट का चयन का तरीका थोड़ा अलग होता है आइए हम देखें कि ये पारंपरिक एडवांस कंट्रोलर क्या हैं सप्ताह के इस भाग में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि एक विशिष्ट PID कंट्रोलर जिन्हें हम सप्ताह के इस भाग में देखेंगे वे आम तौर पर रासायनिक उद्योग में बहुत उपयोग किए जाते हैं सप्ताह के इस भाग में हम इन 5 एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी होंगे तो आइए हम कैस्केड कंट्रोल की आवश्यकता को प्रेरित करने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं आइए हम एक फायर हीटर है जिसे कुछ प्रारंभिक तापमान से अंतिम बहुत उच्च तापमान तक गर्म करना पड़ता है और यह एक ईंधन गैस को फायर करके किया जाता है यह ईंधन इस भट्टी में प्रवेश करता है फिर इसका दहन होता है और फिर उसका तापमान बढ़ता है और फिर यह गर्म गैस दहन से प्राप्त गैस प्रारंभिक तापमान Ti से अंतिम तापमानT तक इस प्रक्रिया धारा को गर्म करने के लिए प्रयोग की जाती है यदि आप पिछले सप्ताह से सिद्धांतों को लागू करते हैं तो यहां नियंत्रित चर ईंधन गैस का प्रवाह है जो वाल्व के मैनिपुलेशनके माध्यम से किया जाएगा इस प्रणाली के लिए आइए कुछ उदाहरण मानों पर विचार करें जैसे हम कहते हैं कि प्रभाव और तापमान के बीच का ट्रांसफर फंक्शन जोकि Gp द्वारा दिया जाता है कुछ Kp है जहां आपके पास कई घटनाएं चल रही हैं जब आप ईंधन गैस डालते हैं तो यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा दहन की गर्मी के कारण इसका दहन हो जाएगा इस चैम्बर के अंदर रहने वाली इस ईंधन गैस का तापमान बढ़ जाएगा फिर यह प्रक्रिया धारा के साथ गर्मी स्थानांतरित करेगा और अंत में आप अंतिम आउटलेट तापमान पर उस प्रभाव को देखेंगे तो यह एक अच्छी बहु क्षमता वाली प्रक्रिया है जिसे फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेड टाइम 1 मिनट और टाऊ 5 मिनट का है फिर हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि यह वाल्व कैसे संचालित होता है इसलिए यह एक वाल्व ट्रांसफर फंक्शन होगा फिर से इसमें कुछ गेन 01 मिनट है तो आप देख सकते हैं कि वह क्षण जिस पर वाल्व खोला जाता है हम कहते हैं कि 05 मिनट प्रवाह स्थिर हो जाएगा इस सिस्टम के लिए हम मानते हैं कि हम इस तापमान को नियंत्रित करना चाहते हैं हम एक कंट्रोल लूप होगा और इसका उपयोग वाल्व में मैनिपुलेट करने के लिए किया जाएगा यह कंट्रोलर प्रक्रिया धारा इनलेट तापमान में हो रही किसी भी डिस्टरबेंस को अस्वीकार करने में सक्षम होगा इसलिए तदनुसार यह वाल्व को खोलने या बंद करने से ईंधन गैस के प्रवाह में वृद्धि या कमी करेगा अब हम एक अलग प्रकार के डिस्टरबेंस पर विचार करते हैं आइए विचार करें कि इस ईंधन गैस के इनलेट प्रेशर में कोई डिस्टरबेंसहै अब मैं आपको कुछ आईडिया देता हूं कि इस तरह के सिस्टम का उपयोग कहां किया जाता है आमतौर पर यह ईंधन गैस रिएक्टरों या प्रोसेसिंग यूनिट में से निकलने वाली गैस होगी जो अच्छा कैलोरी मान रख सकती है जैसे अप्रयुक्त हाइड्रोजन या अप्रयुक्त मीथेन उस स्थिति में यह गैस आमतौर पर हीटिंग स्रोत हो सकता है इसलिए प्रेशर के साथ साथ यह भी हो सकता है कि उस इकाई का ऑपरेटिंग प्रेशर पाइपलाइन की लंबाई के आधार पर बदल सकता है वहाँ प्रेशर गिरेगा तो उन सभी चीजों का हिसाब लगाया जाता है इनलेट गैस का यह प्रेशर परिवर्तित हो सकता है यह हो सकता है कि यहां कुछ अन्य 10 विभिन्न प्रक्रियाएं हो जो इस ईंधन गैस को हीटिंग स्रोत के रूप में उपयोग कर रही हो यदि उन धाराओं में से किसी एक का इनपुट कम हो जाता है तो यह प्रेशर बढ़ सकता है या इसके विपरीत इस आधार पर उपलब्धता और मांग के बारे में भी हो सकता है तो इस प्रेशर में उतार चढ़ाव हो सकता है तो आइए हम कहते हैं कि अगर इस इनलेट प्रेशर में उतार चढ़ाव होता है तो क्या होने वाला है यहां तक कि समान वाल्व खोलने के लिए हम मानते हैं कि तापमान सेटपॉइंट में है क्योंकि यह इनलेट प्रेशर बढ़ा है इस वाल्व के चारों ओर ड्राइविंग प्रेशर में शुद्ध वृद्धि हुई है इसलिए यह ईंधन गैस के प्रवाह में वृद्धि का कारण होगा भले ही कंट्रोलर इस लाइन में डिस्टरबेंस के कारण ईंधन प्रवाह में वृद्धि नहीं कर रहा है भट्टी में जाने वाले ईंधन गैस का प्रवाह बढ़ जाता है यह ट्रांसफर फ़ंक्शन के अनुसार बढ़ेगा जो समान रूप का होगा चलिए हम उस ट्रांसफर फ़ंक्शन को Gd के रूप में लिखते हैं तो प्रवाह में वृद्धि होगी और जैसे जैसे भट्टी में ईंधन की मात्रा बढ़ रही है यह दहन की ऊष्मा में वृद्धि करेगा और अंत में यह आउटलेट तापमान में वृद्धि करेगा हालांकि यदि आप प्रोसेस ट्रांसफर फंक्शन उस बिंदु तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा केवल जब यह तापमान विचलन करना शुरू होता है तो यह कंट्रोलर पता लगाएगा कि कुछ असामान्य घटित हुआ है और यह इस वाल्व की ओपनिंग को कम करके ईंधन के प्रवाह में कटौती करने की कोशिश करेगा कंट्रोलर एक मिनट की डिस्टरबेंस के बाद ही कार्रवाई करना शुरू करेगा उस एक मिनट के दौरान अतिरिक्त ईंधन इस भट्टी में चला गया है इसलिए इस तापमान का अंतिम मूल्य काफी अधिक होगा चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस सिस्टम के लिए सिमुलेशन क्या दर्शाता है यहाँ इस सिस्टम के लिए एक सिमुलेशन मॉडल में संगत प्रतिक्रिया है आप देख सकते हैं कि एक मिनट तक आउटलेट तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि इस डिस्टरबेंस के कारण ईंधन प्रवाह में वृद्धि हो रही है यह एक उच्च मूल्य तक बढ़ जाता है और यह वहाँ रहता है क्योंकि प्रेशर डिस्टरबेंस को आप एक स्टेप चेंज के रूप में मानते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि केवल एक मिनट के बाद यह तापमान कोई प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा वास्तविक तापमान और सेटपॉइंट के कारण कंट्रोलर ने एक मिनट के लिए कोई कार्रवाई नहीं की इसलिए पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त ईंधन सिस्टम में चला गया जिससे तापमान बहुत अधिक हो गया अब देखते हैं कि तापमान में इस अतिरिक्त वृद्धि को कम करने के लिए हम इस सिस्टम के इस विशेष ऑपरेशन को कैसे सुधार सकते हैं यहाँ तापमान में लगभग 5 डिग्री की वृद्धि हुई है जो कुछ मामलों में हानिकारक हो सकता है आइए हम देखते हैं कि कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी की मदद से हम इस ऑपरेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं आइए हम चित्र को फिर से तैयार करते हैं फिर से हमारा उद्देश्य अभी भी आउटलेट तापमान है और फिर मैनिपुलेटेड इनपुट अत्यधिक तेज होती है यदि हम वाल्व तक इस डिस्टरबेंस के प्रभाव को सीमित कर सकते हैं तो क्या हम सिस्टम के प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं तो यहां मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम कह रहे हैं कि हम इस वाल्व में मैनिपुलेशन करके इस तापमान को नियंत्रित कर रहे हैं तो वास्तव में हम जिस चीज में रुचि रखते हैं वह है सिस्टम में जाने वाले ईंधन की मात्रा में मैनिपुलेशन करके तापमान को नियंत्रित करना तो हम एक विशेष तापमान सेटपॉइंट के लिए हम इसमें जो रुचि रखते हैं वह है हम ईंधन का एक निश्चित प्रवाह चाहते हैं जो अंदर जाता है हम प्रवाह को नियंत्रित करने में भी रुचि रखते हैं हम ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित करने में रुचि रख सकते हैं लेकिन हमारे पास केवल एक वाल्व ओपनिंग है हम मानते हैं कि हम इस पर फ्लो कंट्रोलर का उपयोग करते हैं हम ईंधन प्रवाह को मापते हैं और तदनुसार वाल्व को मैनिपुलेट करते हैं अब जैसा कि हमने इस मैनिपुलेटेड वेरिएबल का उपयोग किया है अब हम तापमान को कैसे नियंत्रित करते हैं अब हम फिर से अपने पहले के कंट्रोल सिस्टम के लॉजिक पर वापस जाते हैं कि जब हम तापमान को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हम ईंधन के प्रवाह में मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो हम क्या करने जा रहे हैं हमारे पास एक तापमान कंट्रोलर के रूप में कार्य करेगा जो इस वाल्व ओपनिंग में मैनिपुलेशन करने जा रहा है अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 2 कंट्रोल वैरियेबल्स है क्योंकि यह प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है अब हम देखते हैं कि इस प्रणाली के प्रदर्शन में सुधार कैसे होगा हम पहले की तरह ही डिस्टरबेंसपर विचार करते हैं कि यह इनलेट प्रेशर बदल जाता है और तापमान अभी भी सेट पॉइंट मूल्य के समान रहे जो 600 था इसलिए आप भट्टी ऑपरेशन के रूप में परिवर्तन लाने के लिए इस प्रवाह पर भरोसा नहीं करते हैं तापमान में वृद्धि हुई है ताकि कंट्रोलर द्वारा कार्रवाई की जा सके कंट्रोलरसीधे इस डिस्टरबेंसके साथ रिएक्ट करता है इस सेकेंडरी कंट्रोलर के लिए प्रोसेस ट्रांसफर फंक्शन की तुलना में बहुत तेज था इस डिस्टरबेंस को खारिज करने के संदर्भ में यह कंट्रोलर वास्तव में तेज होने जा रहा है तो कम या अधिक यह प्रवाह जो भट्टी में जाता है वह 600 के करीब रहेगा और उसके बाद तापमान बहुत अधिक मूल्य पर नहीं जाएगा इन रिस्पांस को देखते हैं उन्हें एक ही स्केल पर प्लॉट किया जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि दाहिने हाथ की तरफ इस फ्लो कंट्रोलर होता है तो हम क्या देख सकते हैं कि इस कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी का मुख्य लाभ है कि यह इन डिस्टरबेंस को अस्वीकार करने में सक्षम होगा जो सेकेंडरी लाइन में आते हैं ब्लॉक आरेख के संदर्भ में मैं यह दिखाना चाहता हूं कि यह स्ट्रेटजी कैसी दिखती है आप देख सकते हैं कि मूल प्रक्रिया यहां है जो ईंधन फ्लोऔर तापमान के बीच ट्रांसफर फंक्शन है यह d1 डिस्टरबेंस ट्रांसफर फंक्शन है यह d2 डिस्टरबेंस ट्रांसफर फंक्शन इस बड़े लूप का हिस्सा है जो प्राइमरी कंट्रोल लाइन है आप देख सकते हैं कि यहां 2 कंट्रोल लूप हैं और अगर मैं इस सिस्टम के रिस्पांस का विश्लेषण करना चाहता हूं तो मुझे पहले सेकेंडरी कंट्रोल लूप के समान दिखता है यह ट्रांसफर फंक्शन आपका रेगुलेटरी ट्रांसफर फंक्शन होगा और u और m के बीच यह ट्रांसफर फंक्शन सर्वो ट्रांसफर फंक्शन का अन्य ट्रांसफर सिस्टम होगा चलिए मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने अभी कहा यदि मैं रिड्यूस्ड ब्लॉक आरेख में जाएगा और यह Gd प्राइमरी डिस्टरबेंस है जो अंततः मुझे तापमान देगा आप देख सकते हैं कि यह KC2 tauI2और taud2का फंक्शन है यह मानते हैं कि यह एक PID कंट्रोलर है और इसी तरह यह KC2 tauI2 taud2 का फंक्शन है अगर मैं अब इस डिस्टरबेंस के प्रभाव इस डिस्टरबेंस या अंतिम तापमान पर इस डिस्टरबेंस को देखना चाहता हूं तो हमें इस बंद लूप ट्रांसफर फ़ंक्शन पर गौर करना होगा जो इस GS2 का एक कार्य है जिस तरह से मेरा सेकेंडरी कंट्रोलर ट्यून किया जाता है उन पैरामीटर मानो से स्थिरता के साथ साथ इस प्राइमरी कंट्रोल लूप के परफॉर्मेंस को भी निर्धारित किया जाएगा यहां निष्कर्ष है कि सेकेंडरी लूप पैरामीटर प्राइमरी लूप को ट्यून करना चाहता हूं तो मुझे जो करना है वह है मुझे पहले सेकेंडरी लूप को ट्यून करना होगा सुनिश्चित करके कि यह पूरी तरह से ट्यून है जिस तरह से हम चाहते हैं और फिर एक बार आपको सेकेंडरी लूप के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाए या उस के प्रदर्शन के बारे में एक अच्छी संतुष्टि है तो आप केवल प्राइमरी कंट्रोल लूप की ट्यूनिंग के साथ जाएंगे अब अगर आप यह देखते हैं कि यह कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी बहुत प्रभावी होगी या यह केवल तभी प्रभावी होगी जब आपका सेकेंडरी कंट्रोल लूप बहुत तेज हो यदि आपका सेकेंडरी लूप भी उसी टाइम कांस्टेंट प्रभावी नहीं होगी और यह तापमान और वेरिएबल को वाल्व में सीधे मैनिपुलेशन करके कंट्रोल करने वाली आपकी मूल पारंपरिक कंट्रोल स्ट्रेटजी के समान कार्य करेगी अभी हमने केवल एक उदाहरण देखा है कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी एक दूसरा बहुत ही उपयोग किया जाने वाला उदाहरण लेता हूं चलिए हम कहते हैं एक जैकेट CSTR है आइए हम इस बात पर विचार करें कि हम एक अभिक्रिया का संचालन कर रहे हैं जो एक्ज़ोथिर्मिक है जब आप इस शीतलक वाल्व को बदलते हैं तो यह सबसे पहले ठंडे पानी के प्रवाह को बदलने वाला है एक बार जब ठंडा पानी का प्रवाह बदल जाता है तो यह इस जैकेट में बदलाव का काम करेगा इसलिए जैकेट का तापमान बदल जाएगा और एक बार जब जैकेट का तापमान बदल जाएगा तो ऊष्मा स्थानांतरण के माध्यम से रिएक्टर तापमान बदल जाएगा यदि इस ठंडे पानी के ऊपर कोई डिस्टरबेंस है जो हो सकता है कि ठंडा पानी का इनलेट तापमान बदल गया है या यह ठंडे पानी का इनलेट प्रेशर है जिसमें परिवर्तन हुआ है जिसका मामूली प्रभाव है उस स्थिति में उन डिस्टरबेंस को अस्वीकार करने के लिए आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि रिएक्टर तापमान कोई प्रभाव नहीं दिखाता इससे बचने के लिए या आप फिर से कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी देने वाला है आपके पास एक दूसरा तापमान कंट्रोलर होगा जो वाल्व में मैनिपुलेट करके जैकेट के तापमान को कंट्रोल करेगा यह जैकेट के तापमान को और तब यह हमारा तापमान सेट प्वाइंट है एक तापमान कैस्केड का उपयोग करके हम मैनिपुलेटेड लाइन में होने वाले डिस्टरबेंस के लिए इस कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी के प्रदर्शन को सुधार सकते हैं कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी केवल सेकेंडरी डिस्टरबेंस के लिए प्रदर्शन में सुधार करने जा रही है एक अंतिम बिंदु जो मैं बनाना चाहूंगा वह है यह सेकेंडरी कंट्रोल लूप रिस्पांस की आवश्यकता नहीं है डिस्टरबेंस के प्रोसेस को प्रभावित करने से पहले जब तक वाल्व एक कार्रवाई करता है तब तक रिस्पांस की स्पीड में सुधार या कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी के रिस्पांस में सुधार करने का उद्देश्य संतुष्ट है इसलिए सेकेंडरी कंट्रोल लूप के बनाए रखा जाता है हम ऑपरेशन के साथ ठीक हैं बहुत बार कंट्रोलर एक P कंट्रोलर या पोजीशन कंट्रोलर है क्योंकि ऑफसेट बिल्कुल प्रभावी नहीं होगी इसलिए ऐसे मामले में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए यह कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी अधिक होता है और वह भाप या ईंधन गैस जैसी एक बहुत ही आम उपयोगिता का चयन करता है कैस्केड कंट्रोल स्ट्रेटजी का उपयोग करके उन सिस्टम के प्रदर्शन में सुधार किया जाएगा इसलिए हम यहां एक विराम लेंगे और जब हम वापस आएंगे तो हम अन्य एडवांस कंट्रोल स्ट्रेटजी को देखेंगे धन्यवाद